पिछली यूनिट U5 में हमने अक्रेडिटेशन प्रक्रिया की प्रकृति को देखा और यह इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करने और संचालित करने के लिए ढांचा कैसे प्रदान करता है यह एक राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा अक्रेडिटेशन प्राप्त एक अक्रेडिटेशन प्रक्रिया का पालन करने का लाभ है हमेशा कुछ गलतियाँ होती रहेंगी या आपको कुछ असाधारण स्थितियाँ मिलेंगी जिनके तहत अक्रेडिटेशन प्रक्रिया सूट नहीं करती है लेकिन यह दुनिया में कहीं भी किसी भी अक्रेडिटेशन प्रक्रिया की प्रकृति होगी यदि आप सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एक प्रकार के प्रोग्राम्स के लिए एक अक्रेडिटेशन प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा कुछ अपवाद होंगे लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर की अक्रेडिटेशन प्रक्रिया को दूर करने या दूर जाने का कारण नहीं होना चाहिए और अक्रेडिटेशन प्रक्रिया मूल विचार या उस का मुख्य पहलू गुणवत्ता लूप बंद कर रहा है जिससे सीखने की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सकता है इसका मतलब है कि लूप को बंद करने की कोशिश करने से कोई भी संस्थान सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपने स्वयं के बूटस्ट्रैप्स द्वारा खुद को उठाता रह सकता है जब सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि प्लेसमेंट की गुणवत्ता में भी सुधार होगा अब इस विशेष यूनिट में जिन दो परिणामों को हम देखते हैं या जिन पर हम विचार करते हैं वे इंजीनियरिंग शैक्षिक प्रोग्राम्स के डिजाइन और संचालन में प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की भूमिका और प्रकृति को समझते हैं और भूमिका को समझने और इस दूसरे परिणाम की प्रकृति को एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए PEOs और PSOs लिखने में सक्षम होना चाहिए इंजीनियरिंग में अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के PEOs और PSOs का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस तरह के बयान लिखने की जरूरत है अब हम अपनी आउटकम बेस्ड एजुकेशन की समीक्षा के लिए कुछ मिनट बिताते हैं मूल रूप से आउटकम बेस्ड एजुकेशन शिक्षण से लेकर विद्यार्थी सीखने तक का ध्यान केंद्रित करती है ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी सीखना महत्वपूर्ण नहीं था लेकिन ध्यान पहले शिक्षण में था शिक्षण की गुणवत्ता लेकिन अब ध्यान विद्यार्थी सीखने की गुणवत्ता में है और परिणाम क्या है परिणाम वह है जो विद्यार्थी सीखने के अनुभव के अंत में कर पाता है और आपके द्वारा पहचाने जाने वाला कोई भी परिणाम देखने योग्य और मापने योग्य होना चाहिए इसलिए आपको जो वक्तव्य देने हैं वे अवलोकन और मापन की इस क्राइटेरिया पर संतुष्ट करना चाहिए NBA द्वारा अक्रेडिटेशन बड़े पैमाने पर स्टेकहोल्डर्स और समाज को आश्वासन देता है कि अक्रेडिटेशन प्राप्त इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट्स ने आवश्यक अनुशासनात्मक और प्रोफेशनल ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त किए हैं यही बड़े पैमाने पर समाज को भरोसा दिलाता है एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम के परिणामों को तीन स्तरों पर माना जाता है ये PEOs POs और PSOs एक ही स्तर पर हैं और CO कोर्स आउटकम पाठ्यक्रम स्तर पर हैं तो यह OBE का सार है परिणामों के स्तर पर आकर हम प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं आइए हम प्रत्येक प्रकार के परिणाम के साथ कुछ समय बिताएं और फिर हम विशेष रूप से PEOs और PSOs में आएंगे PEOs व्यापक स्टेटमेंट्स हैं जो स्नातक होने के बाद चार से पांच वर्षों में कैरियर और पेशेवर उपलब्धियों का वर्णन करते हैं इसका मतलब है कि आप यह कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्नातक होने के बाद चार से पांच साल में आपके ग्रेजुएट्स किस तरह की गतिविधियां करेंगे या इसमें शामिल होंगे बेशक वे क्या करते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन 5 वर्षों के दौरान वे किस तरह के अनुभवों पर नियोजित हैं लेकिन क्या हम उन गतिविधियों की सुविधाओं पर कब्जा कर सकते हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि वे इसमें शामिल होंगे प्रोग्राम आउटकम आ रहे हैं POs ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो यह वर्णन करते हैं कि वास्तव में किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम से स्नातक होने के समय विद्यार्थी को क्या करने में सक्षम होना चाहिए यह नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन मानता है कि किसी भी ग्रेजुएट इंजीनियर को कुछ भी परिणाम प्राप्त करने चाहिए चाहे वह जिस भी शाखा से आ रहा हो तो उस सीमा तक वे आम तौर पर मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे NBA या अमेरिकी संदर्भ में ABET द्वारा पहचाने जाते हैं वे एक ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं जो इंजीनियरिंग की हर शाखा से संबंधित हो सकती है अब अगले पर आते हुए प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम जिस पर हम विचार करते हैं प्रोग्राम आउटकम के समान स्तर पर हैं PSOs ऐसे स्टेटमेंट हैं जो यह वर्णन करते हैं कि एक विशिष्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम के ग्रेजुएट को क्या करने में सक्षम होना चाहिए अब सब हम कहते हैं कि आप कई कॉलेजों में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेते हैं उन्हें समान होने की आवश्यकता नहीं है वे कर सकते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम खुद को दूसरे अंडरग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम से अलग कर सकता है यही उच्च शिक्षा का स्वरूप है आप अपने आप को और परिणामों की प्रकृति को अलग कर सकते हैं हम कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शाखा मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं मैं अपने PSOs के माध्यम से इसी तरह के कार्यक्रमों से अपने कार्यक्रम को अलग करता हूं फिर कोर्स आउटकम आएं आखिरकार बहुत कुछ सीखने के लिए बड़ी संख्या में कोर कोर्सेस हैं कोर कोर्सेस के अलावा ऐच्छिक भी हैं और कुछ परियोजनाएं और कुछ पाठ्येतर या सह पाठयक्रम गतिविधियां भी हो सकती हैं लेकिन किसी भी कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम आपके पास जितने कोर्स होते हैं तो COs या कोर्स आउटकम ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बताते हैं कि एक कोर्स के अंत में विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होना चाहिए और भारतीय संदर्भ में एक स्वायत्त संस्थान में क्या होता है यह प्रशिक्षक है या विभाग विभाग स्वयं कोर्स आउटकम की पहचान करेगा क्योंकि प्रशिक्षक सेमेस्टर से सेमेस्टर में बदल सकता है और यदि सिस्टम अनुमति देता है तो प्रशिक्षक स्वयं सेमेस्टर की शुरुआत में परिभाषित कर सकता है कि कोर्स आउटकम क्या हैं भारत में NITs और IITs जैसे संस्थानों के साथ ऐसा होता है लेकिन अन्य मामलों में आपको विभाग द्वारा निर्धारित कोर्स आउटकम का पालन करना पड़ सकता है Tier 2 संस्थानों में जहां संस्थान एक विश्वविद्यालय में एक गैर स्वायत्त संस्थान है तो उस विश्वविद्यालय के प्रोग्राम के बोर्ड ऑफ़ स्टडीज कोर्स आउटकम की पहचान करेंगे और यहां क्या होता है व्यापक कोर्स आउटकम के भीतर जो पहले से ही बोर्ड ऑफ़ स्टडीज द्वारा पहचाना जाता है प्रशिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए कोर्स आउटकम को मोड़ने की कुछ स्वतंत्रता है इस तरह की स्वतंत्रता की अनुमति नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन द्वारा दी जाती है जब वह किसी विशेष कॉलेज को देखता है यह भी पूछेगा कि पाठ्यक्रम की उनकी व्याख्या किस तरह से किसी विशेष विभाग द्वारा कोर्स आउटकम को देखते हुए की जाती है अब साधारणतया यह PEOs में आने के बाद यह संबंध है विभाग का मिशन है जो पहले से लिखा हुआ है हम मानते हैं कि विभाग का मिशन दो या तीन या चार कभी कभी पांच स्टेटमेंट्स के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है हम मिशन स्टेटमेंट लिखने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और विभाग के मिशन के साथ शुरू करना और आप सभी स्टेकहोल्डर्स से प्रतिनिधित्व के साथ एक समिति का गठन करते हैं उनमें उद्योग पूर्व विद्यार्थी शिक्षक स्नातक करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं और यह समिति मंथन करेगी और मिशन स्टेटमेंट को देखने के बाद ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि क्या है हम यह लिखने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और यहाँ ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी आप समीक्षा करना चाहते हैं कि हम चार साल में एक बार या पाँच साल में एक बार जो कुछ भी चुनते हैं उसे कहने दें और जब आप पुन समीक्षा करने और संशोधित करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टेकहोल्डर्स की एक साथ बैठक करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा और यह निर्णय लेना चाहिए कि मौजूदा PEOs को क्यों संशोधित किया जाना चाहिए और विचार मंथन के बाद समिति तैयार करती है और इसे स्टेकहोल्डर्स के साथ साझा करती है और फिर उसी के अनुसार आप संशोधित करती है और ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम वर्तमान में मिशन से संबंधित मिशन के PEOs की निर्भरता के माध्यम से मिशन से संबंधित प्राप्त होते देखेंगे जिसे मिशन PEO मैट्रिक्स कहा जाता है इस मिशन PEO मैट्रिक्स को तैयार करने के यांत्रिकी जब हम वर्तमान में सीमित रूप से देखते हैं लेकिन अधिक विस्तृत रूप से हम अक्रेडिटेशन के चौथे मॉड्यूल पर देखेंगे अब प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जैसा कि हमने उल्लेख किया है कार्यक्रम के स्नातकों को कार्यक्रम पूरा करने के चार से पांच साल के भीतर हासिल करने की उम्मीद है ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सार हो सकते हैं लेकिन संख्या में छोटे होने चाहिए और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए आप यह नहीं कह सकते कि एक सिविल इंजीनियर चार से पांच वर्षों के भीतर देश के प्रमुख बांधों में से एक को परिभाषित करने के लिए एक परियोजना का नेतृत्व करेगा हालांकि यह वांछनीय है मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उस स्तर तक बढ़ेगा इसलिए यह कुछ भी होना चाहिए जो हम लिखते हैं वह प्राप्त करने योग्य होना चाहिए और जैसा कि हमने कहा कि प्रोग्राम की पेशकश करने वाले विभाग के विजन और मिशन का पालन करना चाहिए और एक स्थापित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए यह सबसे महत्वपूर्ण है आपको एक दस्तावेज लिखना चाहिए कि वह प्रक्रिया क्या है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं और यह दस्तावेज होना चाहिए और वास्तव में इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तो PEOs की संख्या हम इसे तीन से पाँच तक सीमित कर देते हैं यह भी NBA द्वारा आवश्यक है PEOs की प्राप्ति औसत दर्जे की होनी चाहिए लेकिन एक बात जो अब तक बाजार की स्थितियों के कारण होती है वह है प्लेसमेंट की स्थिति NBA PEOs के आसपास के लूप को बंद करने पर जोर नहीं देता है वे कहते हैं कि आप PEOs लिखते हैं और मापते हैं कि वे किस हद तक प्राप्त होते हैं और उस पर छोड़ देते हैं उदाहरण के लिए आँकड़े प्रदान करते हैं कि क्या अगर 80 मैकेनिकल इंजीनियर IT विषयों में स्थानांतरित हो गए हैं लेकिन यह बाजार का तरीका है इसलिए हम शिकायत नहीं करते हैं लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा कि वे व्यावहारिक रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ कर किसी और अनुशासन में चले गए हैं तो वर्तमान में NBA को PEO क्वालिटी लूप को बंद करने की आवश्यकता नहीं है जबकि USA में ABET जैसी एजेंसी को PEO के चारों ओर लूप को बंद करने की आवश्यकता होगी जैसा कि हमने कहा कि उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी स्टेकहोल्डर्स को PEOs की पहचान करनी चाहिए और समय समय पर एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और PEOs के डिजाइन और समीक्षा के लिए प्रक्रिया को परिभाषित और प्रलेखित किया जाना चाहिए और विशेष रूप से नामित समिति की समीक्षा या लिखने के लिए आयोजित बैठकों के मिनटों को दर्ज किया जाना चाहिए यह NBA रिकॉर्ड ऑफ़ दी मिनट्स के साथ साथ प्रक्रिया उपलब्ध कराने पर जोर देता है और ये अंतिम विवरण सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ साझा किया जाना चाहिए ठीक है यह PEOs की प्रकृति है आइए हम PEO स्टेटमेंट की कुछ अन्य विशेषताओं को देखें पहली बात यह है कि PEO स्टेटमेंट को मिशन के बयानों के साथ दृढ़ता से सहसंबंधित होना चाहिए उन्हें नहीं तंग सह संबंध होना चाहिए हम वर्तमान में इस सह संबंध को विशेष रूप से इसके लिए बनाए गए मैट्रिक्स के माध्यम से देख सकते हैं PEO स्टेटमेंट्स के प्रमुख तत्व क्या हैं एक व्यावसायिक सफलता है इसका मतलब है कि वे इंजीनियरिंग की उस शाखा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं और वर्तमान दिन की आवश्यकता के रूप में वे आजीवन सीखने में शामिल हैं इसका मतलब है कि वे लगातार सीख रहे हैं और उनमें से कुछ उच्च शिक्षा के लिए जाने या अनुसंधान में भी जाने की संभावना रखते हैं और जो कुछ भी वे कर रहे हैं वे नैतिक पेशेवर प्रथाओं के अनुसार कर रहे हैं और उनके पास संचार कौशल हैं और वे टीम के खिलाड़ी हैं आपके पूर्व विद्यार्थियों से किसी तरह का प्रमाण एकत्र करना होगा कि कम से कम वे जो कुछ भी वर्तमान में काम कर रहे हैं उसमें ये विशेषताएं हैं अब कुछ सैंपल PEO में आते हैं इन्हें फैकल्टी के कुछ समूह द्वारा तैयार किया जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि ये सबसे अच्छे हैं और ये आदर्श हैं या ये खराब हैं या ऐसा कुछ भी है ठीक है यहाँ हम तीन से पाँच लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ नमूना चार दिखाता है और PEO 1 क्या है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और अलाइड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सिस्टम के डिजाइन निर्माण परीक्षण संचालन और बनाए रखने में संलग्न हैं इसका मतलब है कि अगर आप चार या पांच साल के अंत में इस शाखा से अपने पूर्व विद्यार्थियों को लेते हैं यदि आप इस बात को देखते हैं कि वे उस समय क्या कर रहे हैं तो वे इन गतिविधियों में से एक या अधिक कर रहे हैं वे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और अलाइड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में विनिर्माण परीक्षण संचालन या मेन्टेन कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हैं सभी जगह मैकेनिकल सिविल केमिकल में आवश्यक हैं लेकिन वे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिस्टम से जुड़े हैं दूसरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ज्ञान को लागू करने और उच्च शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने वाली सामाजिक प्रासंगिकता की समस्याओं को हल करना हैं तो आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं को हल करने में शामिल हैं या हम उम्मीद करते हैं कि उनमें से कुछ उच्च शिक्षा के लिए जाएं या यहां तक कि अनुसंधान में भी शामिल हों और तीसरा एक बहु विषयक परियोजनाओं में व्यक्तियों और टीम के सदस्यों के रूप में प्रभावी रूप से काम करता है इसलिए वे काम कर रहे हैं आप अन्य क्षेत्रों के इंजीनियरों इंजीनियरों या गैर इंजीनियरों से क्या कहते हैं के साथ बातचीत कर रहे हैं तो इस हद तक वे बहु विषयक परियोजनाओं में शामिल हैं चौथा आजीवन सीखने कैरियर बढ़ाने और प्रोफेशनल और सामाजिक जरूरतों को बदलने के लिए अपनाने में संलग्न है आप इस डेटा को कैसे इकट्ठा करते हैं कि हम इसे बाद के मॉड्यूल में देखेंगे लेकिन हमें इस बारे में पर्याप्त जानकारी जुटानी चाहिए कि वे वर्तमान में क्या कर रहे हैं उदाहरण के लिए कि क्या वह किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है वह PEO2 से किस हद तक जुड़ा हुआ है हम परिभाषित करते हैं यह कुछ हद तक हो सकता है या हम तीन स्तरों पर भागीदारी के स्तर को परिभाषित करते हैं हम वर्तमान में उन तीन स्तरों की पहचान करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं एक इंजीनियर की वर्तमान गतिविधियों को देखकर जिन्होंने चार से पांच साल पहले स्नातक किया था हम यह कहने में सक्षम होंगे कि इन PEOs को किस हद तक प्राप्त किया जाता है अब हम PEO मिशन मैट्रिक्स द्वारा क्या कॉल करना चाहते हैं जैसा कि हमने कहा अब मिशन स्टेटमेंट दो तीन चार हो सकते हैं प्रत्येक स्टेटमेंट में कई फ्रेज हो सकते हैं इसलिए पहचानें पहली बात मिशन के बयानों के प्रमुख तत्वों की पहचान करना है वे हो सकते हैं अगर तीन मिशन स्टेटमेंट हैं तो प्रत्येक मिशन स्टेटमेंट में दो से तीन हैं इसलिए आपके पास महत्वपूर्ण तत्वों की एक बड़ी संख्या है आप उन्हें M1 M2 M3 इत्यादि कह सकते हैं मैट्रिक्स PEO स्टेटमेंट्स और मिशन स्टेटमेंट्स के तत्वों के बीच है इसका अर्थ है कि आप PEO स्टेटमेंट्स के साथ एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि मिशन स्टेटमेंट्स की पंक्तियों और प्रमुख तत्वों को कॉलम के रूप में प्रस्तुत करता है तो आपके पास हो सकता है अगर मेरे पास नमूने के रूप में चार PEOs हैं और यदि मेरे पास लगभग 8 मिशन हैं तो मिशन के बयानों के प्रमुख तत्व मेरे पास 4 बाय 8 मैट्रिक्स हैं फिर आप मैट्रिक्स में प्रत्येक सेल को देखते हैं और आप एक नंबर डालते हैं PEOs और मिशन के तत्व के बीच मैपिंग की शक्ति के रूप में चिह्नित किया जा सकता है यदि यह पर्याप्त है तो आप इसे 3 के रूप में चिह्नित करते हैं और यदि यह मध्यम है तो आप इसे 2 के रूप में नाम देंगे और फिर यदि यह मामूली है तो 1 यदि किसी विशेष PEO कथन और मिशन स्टेटमेंट के प्रमुख तत्व के बीच कोई संबंध नहीं है जिसे आप 0 या डैश लगा सकते हैं लेकिन जो भी संख्या आप चुनते हैं चाहे 3 2 या 1 आपको एक जस्टिफिकेशन लिखना होगा आप बस मनमाने ढंग से कुछ ताकत नहीं लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आपको यह बताना होगा कि आपने किसी विशेष सेल में 1 2 या 3 को क्यों चुना तो आपके पास 4 बाय 8 मैट्रिक्स है तो आपके पास 32 सेल हैं प्रत्येक सेल के लिए जहां भी आप यह संख्या 3 2 1 डालते हैं आपको एक जस्टिफिकेशन लिखना होगा यह है कि PEOs के बयान PEOs के बयानों को अंतिम रूप देते हुए आपको स्पष्ट रूप से या इस प्रक्रिया से गुजरना होगा कि PEOs उस मिशन के लिए दृढ़ता से सहसंबद्ध हैं जो आपके पास है क्या हो सकता है समय समय पर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के आधार पर विभाग मिशन को थोड़ा बदलने का विकल्प चुन सकता है भले ही दृष्टि समान हो मेरा मिशन थोड़ा बदल जाता है इसका मतलब है कि वे कौन सी विशिष्ट गतिविधियाँ हैं जो मैं उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए करना चाहता हूँ जिसे हम दृष्टि के माध्यम से व्यक्त करते हैं मिशन में परिवर्तन हो सकता है जब मिशन बदल जाता है तो आप चाहते हो सकता है यही समय यह देखने का भी है कि क्या वही PEOs बयान अभी भी मैं प्रासंगिक और मान्य हैं यदि आवश्यक हो जिस समिति के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर काम करना चाहिए और समीक्षा और संशोधन करना चाहिए यही PEO की भूमिका है अब प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम के लिए आ रहा है PSOs प्रतिनिधित्व करते हैं कि स्नातक होने के समय विद्यार्थी को क्या करने में सक्षम होना चाहिए PEOs के विपरीत जहां हम स्नातक होने के चार से पांच साल बाद देख रहे हैं यहां PSOs यह दर्शाते हैं कि एक विशिष्ट कार्यक्रम से स्नातक होने के समय विद्यार्थी को क्या करने में सक्षम होना चाहिए तो उस सीमा तक उस कार्यक्रम के संबंध में विशिष्टता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग होंगे वे सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग होंगे और इसी तरह और PSOs प्रोग्राम स्पेसिफिक हैं उनमें से एक बड़ी संख्या में लिख सकता है लेकिन नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन निर्दिष्ट करता है कि संख्या में दो से चार होना चाहिए और एक अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रिया के बाद फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है PSOs लिखने के लिए हमने जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई थी उसी तरह की प्रक्रिया PSOs लिखने के लिए भी होनी चाहिए आप PSOs की इतनी बार समीक्षा नहीं करेंगे आप इसे एक बार करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम का एक चक्र आम तौर पर चार साल का होता है इसलिए आप 4 वर्षों में एक बार उनकी समीक्षा करना चाह सकते हैं जब तक कि कुछ अन्य तात्कालिकता नहीं होती है जो आपके PSOs को कम समय अवधि में पुन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है अब इस PO और PSO में आ रहे हैं NBA POs की पहचान करता है और यहां एक समिति विशेष रूप से बनाई गई है एक ही समिति दूसरे को भी देख सकती है PEOs यह समिति स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करेगी और समिति के साथ विचार विमर्श करेगी और इस पर विचार विमर्श करेगी और फिर समय समय पर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की समीक्षा करेगी जो संख्या में दो से चार हैं और अब प्रोग्राम परिणाम और प्रोग्राम विशिष्ट परिणाम समान स्तर पर हैं और वे PEO से संबंधित हैं जिसे आप PEO PSO मैट्रिक्स कहते हैं और अब यह काफी बड़े आकार का मैट्रिक्स है हमें लगता है कि मेरे पास चार पीईओ हैं और 12 पीओ हैं और मान लें कि तीन पीएसओ हैं तो 12 3 15 और PEO 4 यह 4 बाइ 15 मैट्रिक्स है जिसे आपको देखना होगा और मैट्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है जब मैं इन चीजों के बीच सहसंबंध की ताकत के साथ मैट्रिक्स को भरने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा अगर कुछ कॉलम खाली हैं तो इसका मतलब है कि PEOs और POs और PSOs परस्पर संबंधित नहीं हैं आपको इस पर ध्यान देना होगा कि क्या आपको PEO को संशोधित करने की आवश्यकता है या क्या आपको PSO को संशोधित करने की आवश्यकता है तो उस तरह की पहुंच मैट्रिक्स समिति के लिए एक महान प्रतिक्रिया के रूप में अच्छी तरह से काम करेगी ठीक है अब हम PSO स्टेटमेंट्स की संरचना को देखते हैं हम चाहते हैं कि PSO स्टेटमेंट एक या अधिक एक्शन वर्ब्स के साथ शुरू हो और एक्शन वर्ब्स आपके पास उनमें से कई हो सकती है स्पष्ट रूप से पहचाने गए तकनीकी ऑब्जेक्ट्स का पालन किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन शर्तों के तहत जिनके तहत कार्रवाई की जानी है हम उदाहरण देखेंगे और फिर आप किस प्रकार की एक्शन वर्ब्स का उपयोग करना चाहते हैं इंजीनियर क्या करते हैं वे समस्याओं का निर्माण करते हैं उत्पादों और प्रणालियों को निर्दिष्ट करते हैं एक योजना की कल्पना करते हैं या एक उत्पाद की कल्पना करते हैं एक डिजाइन योजना वास्तुकार निर्माण कार्यान्वयन परीक्षण संचालन और इतने पर या कभी कभी उन्हें एक तकनीक का चयन करना पड़ता है उपलब्ध उत्पादों के उत्पादों का चयन करें विश्लेषण निर्धारण अनुमान गणना ये एक्शन वर्ब्स के कुछ उदाहरण हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं जब हम कोर्स आउटकम पर आते हैं तो हम और अधिक क्रिया देखेंगे लेकिन ये यथोचित पर्याप्त एक्शन वर्ब्स हैं जिनका उपयोग आप PSOs के बयान लिखने के संदर्भ में कर सकते हैं अब यहां सिविल इंजीनियरिंग के PSOs का एक नमूना है उदाहरण के लिए एक्शन वर्ब्स यहाँ सर्वेक्षण मानचित्र और योजना हैं ये तीन एक्शन वर्ब्स हैं तकनीकी वस्तुएं क्या हैं इमारतों के लिए लेआउट संरचनाओं के लिए लेआउट या नहरों और सड़कों के लिए संरेखण के लिए लेआउट तो वे तकनीकी वस्तुएं हैं उदाहरण के लिए इस स्टेटमेंट में हमने नहीं लिखा है हमें कोई भी शर्त बताएं जैसे आप कह सकते हैं कि आप कुछ निर्दिष्ट टूल का उपयोग करके भी शर्तें रख सकते हैं जैसे AutoCAD या कुछ सर्वेक्षण उपकरण या MATLAB का उपयोग करें जिसे आप इसे कहते हैं आप इसके तहत कुछ शर्तें भी रख सकते हैं अब दूसरा है निर्दिष्ट करें डिज़ाइन पर्यवेक्षण परीक्षण और मूल्यांकन करें ये एक्शन वर्ब्स हैं आवासों सार्वजनिक भवनों उद्योगों सिंचाई संरचना पावरहाउस राजमार्ग रेलवे वायुमार्ग डॉक और बंदरगाह के लिए फॉउण्डेशन्स और सुपरस्ट्रक्चर हां यह एक लंबी सूची है एक विशेष कार्यक्रम जिसका अर्थ है इस पहलू पर अधिक जोर देना और किसी अन्य कार्यक्रम में मैं कई तकनीकी वस्तुओं को शामिल नहीं कर सकता हूं तीसरा सुरक्षित और सुनिश्चित निकासी का अनुमान लगाने के लिए जल संसाधन संसाधनों हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का विश्लेषण करें और डिजाइन और पानी के संचार प्रणालियों हाइड्रोलिक मशीनों और सर्ज सिस्टम का मूल्यांकन करें तो हाइड्रोलिक्स के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है और विशेष रूप से आप जो अपने प्रोग्राम में करने की योजना बना रहे हैं वह यहां कैप्चर किया गया है और पर्यावरण इंजीनियरिंग सिस्टम को निर्दिष्ट चुनें और तैयार करें इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग आम तौर पर चार से पांच विशिष्टताओं का उपयोग करती है और चाहे आप कब्जा कर सकते हैं लेकिन आप चार से अधिक नहीं लिख सकते तो यह वह जगह है जहां PSO लिखने की कोशिश में एक समझौता आवश्यक है जो वास्तव में विशेष शाखा का प्रतिनिधित्व करता है अब हमने जो देखा है हमने देखा है कि PSO PEO क्या हैं और PSO क्या हैं और आप उन्हें कैसे लिखते हैं और वे कौन सी शर्तें हैं जिन्हें उन्हें लिखने में पूरा करने की आवश्यकता है इसलिए हम विचार करते हैं या हम आपको ये असाइनमेंट लिखने के लिए कहते हैं BE के लिए दो से पांच PEO लिखें अपनी शाखा में प्रोग्राम करें और इसी तरह एक BE के लिए दो से चार PSO लिखें अपनी शाखा में प्रोग्राम ऐसा लगता है कि यह आवश्यकता उन शर्तों को पूरा नहीं करती है जिन पर हम PEO और PSO लिखने पर जोर देते रहे हैं तो ये असाइनमेंट केवल PEO PSO स्टेटमेंट्स की प्रकृति को समझने के लिए समझने के लिए प्रस्तावित हैं इसलिए आप व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यायाम करते हैं लेकिन वास्तविकता में इन असाइनमेंट के इन आउटपुट को कभी भी अंतिम नहीं माना जाना चाहिए यह याद रखना चाहिए कि PEOs और PSOs को विशेष रूप से नामित समितियों द्वारा लिखा जाना चाहिए जैसा कि एक अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रिया का संकेत दिया गया है इसलिए उन्हें पहले स्तर पर माना जा सकता है विभाग स्तर पर संकाय का एक समूह एक साथ बैठकर इन स्टेटमेंट्स को तैयार कर सकता है और इसे पहले संस्करण के रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और समिति उस पर बहस विचार विमर्श कर सकती है और PEO स्टेटमेंट्स और PSO स्टेटमेंट्स को अंतिम रूप दे सकती है और प्रोग्राम हम अगली यूनिट में होंगे U7 आप कोर्स आउटकम को देख रहे होंगे कोर्स आउटकम 12 हैं हम एक यूनिट में सभी 12 परिणामों को संबोधित करने में सक्षम नहीं होंगे तो अगली यूनिट में हम NBA द्वारा कह जाने वाले जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे और हम पहले पांच POs को देखते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ NBA के पहले 6 परिणामों को संबोधित करने की सुविधा प्रदान करती हैं